ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन को उचित स्तर पर लेने के लिए किया जाता है और हमारे पास इस रूपरेखा में हम पहले से ही एक स्टेट मशीन डायग्रामहो सकते हैं इस संदर्भ में हम अगले स्यूडोस्टेट्स की अंतिम समाप्ति है तो यह तब होता है जब यह एक बंद स्टेट हैं

इन प्रतीकों से पता चलता है कि अन्य कम्पोजिट स्टेटको परिभाषित करने का प्रयास करता है

इसलिए हम आगे बढ़ते हुए स्यूडोस्टेट्सको परिभाषित नहीं कर पाएंगे इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप बस वापस जाते हैं और इस स्टेट मशीन डायग्राम कहा जाता है और हम कहेंगे कि psuedostates के पास भी भी बहुत सारी जानकारी होती है और जैसे ही आप सूची देख सकते हैं बहुत सारे pseudostates हैं जो न केवल ट्रांजीशन की वास्तव में रचना हो सकती है तो आरंभिक स्यूडोस्टेट्स हैं फिर आपके पास एंट्री प्वाइंट बाहर निकलता है और यह क्रॉस स्टेट मशीन से बाहर जाते हैं ध्यान रहे ये आप प्रारंभिक के समान नहीं हैं और फाइनल स्टेट का एक हिस्सा है यहां पर पसंद के स्यूडो स्टेट्स के लिए की थी लेकिन उनका अर्थ है कि वे शब्दार्थ के समान हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग चीजों से है यहाँ आप कह रहे हैं कि ये स्यूडोस्टेट्स के रूप में जाना जाता है फिर जैसा कि हम जानते हैं कि कंकररेंट एक्सेस पर समाप्त होता है तो हमने क्या निर्दिष्ट किया हमने कहा कि अगर हमारे पास एक कम्पोजिट स्टेट में इन दोनों क्षेत्रों में एक साथ होते हैं तो यह ऐसा है जैसे कि ट्रांजीशन बन जाता है तो ये भी एक स्टेट मशीन डायग्राम हैं हमारे पास कुछ अन्य स्यूडोस्टेट के संदर्भ में रखा गया है और फिर एग्जीक्यूशन का हिस्सा हैं तो यहाँ उनके पास एक ज्वाइन जंक्शन स्यूडोस्टेटहै तो यह एक और उदाहरण है तो यह यहाँ है हम एक सेमेस्टर जीरो हो जाती है तब समाप्ति तक पहुंचता है अन्यथा यह शून्य से अधिक है इस छात्र को छोड़ने के बाद भी अधिक छात्र हैं जब आप वापस आते हैं और शिक्षण जारी रखते हैं तो इस नोड है यहाँ हम कुछ शैलो हिस्ट्री स्यूडोस्टेट है जहां यह ज्यादा डालता है और अधिक पानी और अपने कपड़ों को साफ करता है और फिर अंत में स्पिनिंग स्टेट में हैं तो बिजली काटी जा सकती है अगर ऐसा होता है तो जब बिजली वापस आती है तो आप चाहते हैं कि मशीन वॉशिंग स्टेट को याद करने की कोशिश करें शैलो हिस्ट्री पर निर्भर हो सकता है जिसे आपने स्थानांतरित किया है इसलिए मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं मैं उनके माध्यम से जाऊंगा यह शैलो हिस्ट्री स्यूडोस्टेट्स का एक और उदाहरण है यह डीप हिस्ट्री स्यूडोस्टेट्स से कृपया उनके माध्यम से जाएं और उन्हें बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें अब अंत में स्यूडोस्टेट्स नहीं होगा तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आपको अलग अलग स्यूडोस्टेट है जिसे हमने लगातार देखा है फिर अगर हम यहां देखें तो यह फिर से प्रारंभिक प्रारंभिक अंतिम है यह आप कह सकते हैं कि एक एग्जिट स्यूडोस्टेट से बाहर ले जाता है यह इसका उपयोग कर रहा है यह एक और टोस्टर ओवन रंग है जो मुझे चाहिए और एग्जिट बिंदु हैं बेकिंग से शुरू होता है क्षमा करें यह वह शुरुआत है जो इसे यहां लाती है तो इस में अगर आपके पास टोस्टिंग मशीनों का वर्णन करूंगा यह थोड़ा और अधिक है जिसे आप विस्तृत उदाहरण जानते हैं लेकिन यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है मुझे यह एक दिलचस्प लगता है यह मूल रूप से उस कैलकुलेटर 2 है फिर मैं बराबर दर्ज करता हूं फिर मुझे परिणाम मिलता है फिर मैं फिर से एक और ऑपरेटर 0 बस है जब आप एक 0 0 दर्ज करते हैं

और int तब होता है जब आप 1 से 9 जैसी किसी चीज़ के साथ शुरू करते हैं और फिर आप 0 या 1 से 9 तक किसी में प्रवेश करते हैं और अंश एक दशमलव संख्या है इसलिए यदि आप एक बिंदु दर्ज करते हैं तो आप इसे प्राप्त करते हैं इसलिए यदि आप 0 प्राप्त करते हैं तो आप इस सिंपल स्टेट में पहुँच जाते हैं इस प्रकार यदि आप इस ऑपरेंड में प्रवेश करूंगा तो इस कम्पोजिट स्टेट में ले जाता है और एक बार जब आप कुंजी के बराबर दबाते हैं जो मूल रूप से कह रहा है कि आप मूल्यांकन करते हैं और बराबर चलते हैं और यह जांचता है कि क्या कोई त्रुटि है तो यह आपको एक त्रुटि देता है उदाहरण के लिए यदि आपने कहा है कि मान लीजिए कि आपने यह दिया है तो यह एरर परिणामों के साथ और फिर इस तरह से आप कर सकते हैं आगे के विवरण हैं और यदि आप देखते हैं कि क्या होता है के संदर्भ में विवरण हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रवेश स्पष्ट रूप से यह कैलकुलेटर की रेडी स्टेट हैं जो आपको बताते हैं कि कौन कौन से जाएंगे इत्यादि तो यह सिर्फ है मैं बस आपको उदाहरणों के विभिन्न जायके देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि यह समझ सकें कि स्टेट मशीन डायग्राम बहुत ही सरल तरीके से समझने के लिए शक्तिशाली हैं स्यूडोस्टेट शुरू होती है और तदनुसार कहते हैं कि अगर मेरा मतलब स्टेट को पूरा कर सकते हैं एक उदाहरण के रूप में मैंने अभी एक बहुत ही अलग स्टेट मशीन यहाँ के लिए भी काम करेगा इसलिए संक्षेप में हम स्टेट मशीन डायग्राम के बारे में बात करते हैं